मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के लिए एक अन्य मेथड को पावर स्लोप मेथड कहा जाता है यहाँ IV कर्व की चर्चा करते हुए मैं इस vT वर्सेस iT टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल करंट कैरेक्टरिस्टिक IV कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करूंगा और यही PV कैरेक्टरिस्टिक है और पीक पावर पॉइंट पर मैं एक वर्टिकल ड्रॉ करूंगा और इस पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट को पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट कहा जाता है अब Pm पर पीक पावर पर इस पावर का स्लोप dpdv 0 है ऑपरेटिंग पॉइंट के बाईं ओर ऑपरेटिंग पॉइंट के बाईं ओर पावर का स्लोप पॉजिटिव है ऑपरेटिंग पॉइंट के दाईं ओर पावर का स्लोप नीगेटिव है तो यह ट्रांजिशन यह पावर के स्लोप में परिवर्तन है जिसका उपयोग पीक पावर पॉइंट या मैक्सिमम पावर पॉइंट की ट्रैकिंग के लिए किया जाता है तो पावर P को विचार में रखते हुए जो कि vT गुडे iT और dpdvT X axis dvT के संबंध में है हमारे पास iT vT गुड़े diT d vT यह वह रिश्ता है जिस पर कि आप पहुंचेंगे इस अधिकतम पॉवर पॉइंट के अनुरूप ऑपरेटिंग पॉइंट पर यहां यह अधिकतम पॉवर आपरेटिंग पॉइंट आपके पास dpdvT 0 के बराबर है यहाँ पर स्लोप 0 है और इसलिए यहाँ 0 लगाने पर आप देखेंगे की पीक पावर पॉइंट पर diTdvT को माइनस iTvT द्वारा दिया गया है यह अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग के लिए कांस्टीट्यूटिंग इक्वेशन है जिसका अर्थ है कि अधिकतम पावर पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट पर आप पाएंगे कि यदि आप diTdvT didv का स्लोप लेते हैं यदि आप इस IV कर्व का स्लोप लेते हैं तो वह iTvT के समान होगा नकारात्मक I और V के अनुपात के समान अब यदि आप इस समीकरण पर ध्यान दें इसे पुनर्व्यवस्थित करें diTdvT dpdvT iTvT इस समीकरण पर ध्यान दें अब इस क्षेत्र पर पीक पावर ऑपरेटिंग प्वाइंट के बाईं ओर आप देखेंगे कि - iTvT से diTdvT अधिक होगा dpdvT यहाँ स्लोप पॉजिटिव है और यह पॉजिटिव - iT diT dvT को देगा जिसकी वैल्यू - iTvT से अधिक होगी अब ऑपरेटिंग पॉइंट के इस सेक्शन में dpdv नेगेटिव है इसलिए यह अधिक नेगेटिव होगा और इसलिए - iTvT से diTdvT कम है तो यह वह लॉजिक है जिसका उपयोग आप यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि पीक पावर ऑपरेटिंग या अधिकतम पावर पॉइंट कहाँ ठहरता है हम - iTvT को बायीं ओर लाएंगे और साथ में हमारे पास यह diTdvT iTvT पैरामीटर होगा इसे MPPT लॉजिक करने के लिए एक चाबी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए यदि यह पैरामीटर 0 से अधिक है तब करंट ऑपरेटिंग पॉइंट को पीक पावर पॉइंट के बाईं ओर छोड़ दिया जाता है यदि यह 0 के बराबर है तो करंट ऑपरेटिंग पीक पावर पॉइंट पर है यदि यह 0 से कम है तो करंट प्वाइंट इसी क्षेत्र में है जो कि पीक पावर पॉइंट के दाईं ओर है तो यह वह लॉजिक है जिसका उपयोग कोई व्यक्तिअधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग प्राप्त करने के लिए कर सकता हैं इस iT vT कर्व और इस क्षेत्र को ध्यान में रखें और कहें कि ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है या यह यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो इस तरफ है जिस पैरामीटर को हमने अभी परिभाषित किया है diTdvT iTvT वह यहां पॉजिटिव होगा यह इस पॉइंट पर 0 होगा और यह यहां नेगेटिव होगा आइए मैं इसे एक रो ρ की तरह बुलाता हूं हम इसे एक सिंबल के रूप में देंगे जबकि इसका क्रियान्वयन करते हुए एक डिजिटल डोमेन के रूप में आप इसे ∆iT∆vT iTvT के रूप में कर सकते हैं तो यह लगभग इसी तरह होगा या एनालॉग डोमेन मैं आप iT को अलग और vT को अलग डिफरेंटशिएट कर सकते हैं उन्हें विभाजित कर सकते हैं और फिर iTvT को जोड़ सकते हैं तो इसमें आप इस पैरामीटर ρ का प्रयोग कर सकते हैं तो आइए अब हम कहते हैं कि अगर मैं इस ρ को लगाता हूं और टाइम के संबंध में ρ के लिए एक वेवफॉर्म बनाता हूं तो याद रखें ρ को समय के साथ में तो हम यह समय देखते हैं जब यह यहां काट रहा होता है जब ऑपरेटिंग पॉइंट इस पीक पावर पॉइंट को पार कर रहा होता है तो इस समय के दौरान यहां इस समय अवधि के दौरान जब ऑपरेटिंग पॉइंट यहां है तो ρ पॉजिटिव है और उस समय के दौरान जब ऑपरेटिंग पॉइंट यहां है ρ नेगेटिव है और फिर यह पॉजिटिव से नेगेटिव में स्थानांतरित होता है तो आपको इस तरह का एक टाइम वेव शेप मिलता है अब देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रोसेस करते हैं मुझे एक कंपैरेटर बनाने दें यह एक कंपैरेटर है कंपैरेटर को ρ एक तरह का इनपुट दिया जाता है VCC और यह VCC और VCC यह पावर सप्लाई है अब यह कंपैरेटर इसे यहाँ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के रूप में मान सकते है आउटपुट पर यहाँ इस तरह का एक आकार होगा तो जब यह हाई होगा तो यह कम हो जाएगा और जब यह कम होगा तो यह हाई हो जाता है और यह VCC से VCC तक जाएगा अब इस कंपैरेटर को एक क्लिपर के साथ फॉलो करें मैं नेगेटिव भाग को दूर करना चाहता हूं मैं इसे 0 से VCC बनाना चाहता हूं इसलिए यदि आपके पास डायोड का उपयोग करते हुए क्लिपर सर्किट हैं तो आप क्लिपर के आउटपुट पर प्राप्त करेंगे 0 क्लिप हो जाता है नेगेटिव भाग क्लिप हो जाता है और पॉजिटिव VCC पर रहता है फिर मैं अब इस वेवफॉर्म को इस तरह स्केल करना चाहूंगा जैसे कि यह 0 से 1 तक है मैं 0 से VCC तक नहीं चाहता हूं हम कहते हैं कि हमने इसे 0 से 1 तक रखा है इसलिए इसे एक गेन सर्किट स्केलर से गुजारते हैं स्केलिंग सर्किट और गेन सर्किट के आउटपुट पर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वह कुछ इस तरह होगी 0 से 1 इसलिए गेन इस तरह समायोजित होगा कि यह 1 VCC हो जिससे आपको 0 से 1 मिल जाए तो आइए मैं इसे फ़िल्टर के माध्यम से पास करता हूं एक RC फ़िल्टर की तरह मानकर या फिर यह एक ओपन फ़िल्टर भी हो सकता है इस फ़िल्टर के आउटपुट पर वेव का शेप का कुछ इस तरह दिखाई देगा अब मैं इसे पहले ड्रा करता हूं इनपुट पर क्या है यह इनपुट 0 से 1 पर है और आउटपुट फ़िल्टर इस दौरान यह फ़िल्टर 0 की ओर जाना शुरू कर देगा और फिर इस समय के दौरान फ़िल्टर 1 तक जाना शुरू कर देगा अब हम इसकी तुलना त्रिकोण वेवफार्म से एक त्रिकोण कैरियर के साथ कर सकते हैं और मोडयूलेटेड वेव शेप के साथ एक पल्स जनरेट कर सकते हैं यह हमारे DC DC कनवर्टर का d इनपुट होगा जो PV पैनल को इंटरफेस कर रहा है तो क्या हो रहा है अब हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ था यह हाई था इसलिए यह कम हो जाता है तो एक बार जब यह कम हो जाता है तो क्लिपर इसे 0 पर क्लिपड कर देता है यहाँ जो गेन है वह भी 0 होगा और फ़िल्टर का आउटपुट 0 की तरफ बढ़ रहा है यह 0 की ओर बढ़ता रहेगा जिसका अर्थ है कि क्योंकि साइकिल कम हो रहा है यह मानते हुए DC DC कनवर्टर एक बक बूस्ट कनवर्टर है हमारे पास बक बूस्ट कनवर्टर 1RT के लिए लोड लाइन के लिए चरम है यह d 0 पर चरम है अन्य चरम पर d1 पर 1RT लोड लाइन वर्टिकल के साथ होगी यह RT R01 dd2 से आ रहा है यह बक बूस्ट कनवर्टर के लिए रजिस्टेंस इनपुट आउटपुट संबंध है तो अब माने कि ऑपरेटिंग पॉइंट यही कहीं मैक्सिमम पावर ऑपरेटिंग पॉइंट के बाईं तरफ है और हमने देखा कि यहाँ कहीं ड्यूटी साइकिल था और फ़िल्टर के कारण ड्यूटी साइकिल 0 की तरफ घट रहा है क्योंकि यहाँ इनपुट 0 है

अब जैसे जैसे यह कम हो रहा है ड्यूटी चक्र घटने का मतलब 1 से 0 हो रहा है लोड लाइन इस तरह से खिसक रही है कि ऑपरेटिंग पॉइंट इस तरह से इस एरो के साथ इस तरह से खिसक रहा है और एक बार जब यह पीक पावर पॉइंट का को पार कर जाता है तो ρ में एक ट्रांजियंट होता है ρ जब एक बार लो हो जाता है तो यह पॉजिटिव बन जाता है यह हाई हो जाता है यहाँ यह भी हाई हो जाता है और गेन इसे 1 के बराबर बना देता है और फ़िल्टर आउटपुट दिशा बदलता है यह 1 की ओर बढ़ना शुरू कर देगा जिसका अर्थ है कि ड्यूटी साइकिल बढ़ रहा है ड्यूटी साइकिल जिसे आप DC DC कनवर्टर को फीड कर रहे हैं वह बढ़ रहा है तो यहां से फिर से यह बढ़ रहा है इसलिए इसका मतलब है कि यह पीछे जाना शुरू कर देगा ऑपरेटिंग पॉइंट इसी दिशा में पीछे जाना शुरू हो जाएगा तो यह फिर से पीछे जाता है तो यह 0 को पार करता है तब फिर से दिशा में परिवर्तन होता है इसलिए ड्यूटी साइकिल इस तरह से चलता रहता है कि ऑपरेटिंग पॉइंट मैक्सिमम पावर पॉइंट के चारों तरफ आगे और पीछे खिसकता रहे आप इस हिस्टैरिसीस कन्वर्टर के लिए एक उपयुक्त हिस्टैरिसीस को निर्धारित करके जितना संभव हो उतना आगे और पीछे होने के मूवमेंट को कम कर सकते हैं यदि आप एक छोटा हिस्टैरिसीस बैंड देते हैं तो यह ऑपरेटिंग पॉइंट के बहुत पास मँडराता रहेगा यदि आप एक वाइड हिस्टैरिसीस बैंड देते हैं तो यहाँ बदलाव ज्यादा होगा तो इस तरह से यह विशेष पावर स्लोप मेथड मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग कर सकता है